मीडियन क्या होता है तथा मोड क्या होता है हो सकता है की आप सबको इन सब का ज्ञान हो परंतु मैं फिर भी इनका मोटे तौर पर आपसे परिचय करा रहा हूं I इस व्याख्यान में हम स्टैटिसटिक्स की मेट्रोलॉजी और मेजरमेंट में भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं I स्टैटिसटिशियन मुख्य तौर पर वे लोग होते हैं जो मानक संस्थानों में जैसे कि राष्ट्रीय अथवा औद्योगिक प्रयोगशालाओं में या क्वालिटी एश्योरेंस अथवा स्टैटिसटिकल संस्थानों में मेजरमेंट की सही तरीके से अभ्यास के विषय में चिंतन करते हैं I स्टैटिसटिकल कार्यप्रणाली मे आया विकास हमें मेजरमेंट की गुणवत्ता को बढ़ाने में मददगार साबित होता है और कई बार मेजरमेंट को हम जटिल उपकरणों के माध्यम से भी ज्ञात करते हैं I और यह भी उपकरण होते हैं जो सही तरीके से जांचे गए हो I इसका अर्थ है की कैलिब्रेशन करते समय भी स्टैटिसटिक्स अपना योगदान देती है I हमें कैलिब्रेशन कर्व बनानी पड़ती है जोकि स्टैटिसटिक्स ही है I तो स्टैटिसटिक्स क्या है स्टैटिसटिक्स इस चीज का अध्ययन है की नंबर 1 कितना उत्तम है डाटा का संग्रह I डाटा को संग्रह करने के क्या तरीके हैं

और हमने पाया है कि डेटा महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है यह आप में से कुछ के लिए नए शब्दों में हो सकता है मैं आपको भी जरूर बताऊंगा की महत्वपूर्ण डाटा क्या है और क्या महत्वपूर्ण डाटा नहीं है इसके लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वक्र को समझना होगा I तो कृपया मेरे साथ रहे हम अगले व्याख्यान में इस पर चर्चा करेंगे तो यह सभी एक रूपरेखा है जो भौतिक प्रक्रियाओं में भिन्नता की वास्तविकता और सर्व उपस्थिति को पहचानती है तो आगे मुझे कुछ चीजों जैसे मेसुरंड और मेज़रमेंट के बारे में चर्चा करनी होगी मेजरमेंट एक ऐसी चीज है जिसे हम सुनते आ रहे हैं जिसे हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं तुम मेसुरंड क्या है मेसुरंड एक भौतिक मात्रा है जिसका मान x ब्याज का है और जिसके लिए भौतिक चरणों का एक अच्छी तरह से परिभाषित सेट एक माप y एक संख्या का उत्पादन करता है जिसका उद्देश्य एक माइंडैंड का प्रतिनिधित्व करना है वास्तव में मेसुरंड वह वास्तविक वैल्यू है जिसे हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं और मेजरमेंट वह वैल्यूज है जो परीक्षण के दौरान हमें प्राप्त होती हैं I और वास्तव में मेजरमेंट को मेसुरंड के बराबर होना चाहिए परंतु अगर कहीं पर भी कुछ अंतर है तो यह अंतर एरर कहलाता है I तो हमें यह देखना होगा कि एरर का व्यवहार कैसा है क्या एरर लिनियर है

आगे है मेजरमेंट एरर मेजरमेंट एरर को हम पहले भी कई बार अपनी चर्चा का विषय बना चुके हैं वास्तविक मेज़रमेंट तथा प्राप्त मेज़रमेंट के अंतर को भी मेजरमेंट एरर कहा जाता है I तो आपको क्या लगता है यह किस प्रकार का एरर है यह नंबर 1 पैरेलेक्स एरर है अगर मैं इसे ऑब्जर्वर एरर से वर्गीकृत करता हूं Iयहां पर ऑब्जर्वर एक अलग कोण से देख रहा हैजिस कारण उसे यह रीडिंग 49 लगती है परंतु वास्तव में यह स्केल के लंबवत है और 48 है जो कि वास्तविक रीडिंग है I तो यह है 47 48 49 तो यह कम से कम स्केल द्वारा दर्शाई गई वास्तविक ऑब्जर्वेशंस है क्योंकि हम अलग अलग कोण कोण 1 और कोण 2 से देख रहे हैं इसलिए वास्तविक वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो पा रही यह एक प्रकार का मेजरमेंट एरर है I आइए मेजरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं मैं उसे वर्गीकृत करने जा रहा हूं I मेजरमेंट को वर्गीकृत करने के लिए एक्यूरेसी को आधार बनाया जा सकता है बराबर एक्यूरेसी की मेजरमेंट अथवा असमान एक्यूरेसी की मेजरमेंट एक्यूरेसी के आधार पर सामान और असामान एक्यूरेसी I तो समान एक्यूरेसी के मेजरमेंट का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान एक्यूरेसी के माप उपकरण का उपयोग करके प्रदर्शन की गई कुछ मात्रा के मेज़रमेंट की एक श्रृंखला और असमान एक्यूरेसी का अर्थ होगा कुछ मात्राओं की मेजरमेंट जो विभिन्न परिस्थितियों में अलग एक्यूरेसी देती है तो समान स्थिति के तहत समान एक्यूरेसी जब हम इस बिंदु से मापने जा रहे हैं तो यह हर समय होना चाहिए क्योंकि यह समान तरीका है हमेशा अगर यह मूल से इस कोण पर है तो यह हमेशा 49 देगा इसे समान एक्यूरेसी का मेजरमेंट कहा जाता है कभी कभी विभिन्न तिथियों में मेज़रमेंट वैल्यू की एक्यूरेसी अलग अलग होती है I तो सामान मेजरमेंट की मेजरमेंट और असामान एक्यूरेसी की मेजरमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली विधि थोड़ा अलग होती है I इस प्रकार मेज़रमेंट को कम करने से पहले मेज़रमेंट की एक श्रृंखला यह निर्धारित करने के लिए एक जांच की आवश्यकता है कि मेज़रमेंट समान एक्यूरेसी का है या नहीं इसलिए यह आमतौर पर F परीक्षण या फिट टेस्ट ची स्क्वेर्ड टेस्ट की अच्छाई का उपयोग किया जाता है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं तो कई मेज़रमेंट के संदर्भ में मेजरमेंट को भी वर्गीकृत किया जा सकता है इसलिए यह एकल बनाम एकाधिक है एकल मेजरमेंट एक मेजरमेंट है जो केवल एक बार मेजर किया जाता है एकाधिक मेजरमेंट एक ही मात्रा का एक मेज़रमेंट है जिसमें परिणाम एकल मेज़रमेंट को बार बार मेजर करने से प्राप्त होता है इसलिए इन्हें रिप्लिकेट्स कहते हैं I मेजरमेंट को वर्गीकृत करने के और भी कई तरीके हैं जैसे कि दूसरा तरीका जोकि तकनीकी मेजरमेंट और मेट्रोलॉजिकल मेजरमेंट पर आधारित है I इसलिए तकनीकी मेजरमेंट का उद्देश्य आसपास की दुनिया में भौतिक वस्तुओं प्रक्रियाओं और घटनाओं के गुणों के तहत जानकारी को समतल करना है और मेट्रोलॉजिकल मेजरमेंट वे मेजरमेंट हैं जो हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और यह सुनिश्चित करता है कि मेट्रोलॉजिकल ट्रेसबिलिटी हो और तकनीकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी की आवश्यकता हो तो एक और आधार रिलेटिव या एब्सलूट है कुछ निश्चित तरीके हैं हम तकनीकी बनाम मेट्रोलॉजिकल कह सकते हैं वास्तव में मेट्रोलॉजिकल मेजरमेंट तकनीकी मेजरमेंट का समर्थन करता है यह देखने के लिए है कि क्या तकनीकी मेजरमेंट रिपीटेबल है या नहीं रीप्रोड्युसिबल है या नहीं अब है एब्सलूट जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं एब्सलूट बनाम रिलेटिव जैसा कि हमने एब्सलूट मेजरमेंट में जाना था की यह है सटीक है और वही रिलेटिव मेजरमेंट में यह है मात्रा की रेशों के रूप में ली जाती है इसके कई तरीके हैं I अब हम यहां कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिससे यह पता चले की मेजरमेंट का सिद्धांत कैसे स्थापित हुआ मेजरमेंट का सिद्धांत या मेजरमेंट एक्यूरेसी का सिद्धांत दोनों ही परस्पर कहे जा सकते हैं I परंतु हमारे पास वास्तविक क्या है हमारे पास ट्रू वैल्यू है यह वांछित है कि यदि संभव हो तो हमें बराबर की आवश्यकता के बीच या उसके करीब होना चाहिए तो ट्रू वैल्यू वह वैल्यू है जो मानक हैं जो शायद प्राथमिक मानक या शायद माध्यमिक मानक हैं लेकिन ट्रू वैल्यू जो हमारे पास काम में है वास्तविक औद्योगिक वातावरण में या वास्तविक प्रयोगशाला वातावरण में हमारे पास कुछ ट्रू वैल्यू हैं कुछ वैल्यू जो वास्तव में ट्रू वैल्यू नहीं है लेकिन यह स्वीकार्य है इसलिए यह पारंपरिक ट्रू वैल्यू है जिसके आधार पर वास्तव में हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं हम एक ऐसे उपकरण का उपयोग करके काम कर रहे हैं जो हमें दे सकता है या जो पारंपरिक ट्रू वैल्यू के निकटतम को माप सकता है तो फिर हमारे पास पारंपरिक ट्रू वैल्यू पर आधारित है हमारे पास अगर मैं यहाँ कुछ उपकरणों का उपयोग करता हूँ या किसी साधन को यहाँ या किसी उपकरण को किसी चीज़ को मापने के लिए उपयोग करता हूँ तो मुझे एक माप परिणाम मिलेगा तो हमने क्या प्राप्त किया है हमने एक परिणाम प्राप्त किया है जैसे मैंने कहा कि एक वाल्टमीटर जो कि ट्रू वैल्यू था वास्तव में 5 था पारंपरिक ट्रू वैल्यू हो सकता है अगर मैं दशमलव के दो स्थानों तक ले जाऊं तो पारंपरिक ट्रू वैल्यू 5 अंक 505 हो सकता है 505 या 45 यह स्वीकार्य अपरिमेय मूल्य है 49 5 से 505 वोल्ट यहां मैं कह सकता हूं कि ट्रू वैल्यू 5 वोल्ट है यह 49 5 पारंपरिक मूल्य से कम या 505 वोल्ट के बराबर है फिर माप परिणाम कुछ ऐसा है जो हमें यह बताने के लिए है कि हमें जो मूल्य मिला है वह 49 है इस माप परिणाम मैंने नहीं दो चीजों पर काम किया है इसका वास्तविक वैल्यू है ट्रू वैल्यू जमा एरर तो यहाँ से हम एरर प्राप्त करेंगे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 01 वोल्ट है यह 5 से अलग है 5 वोल्ट तो ऐसे हमें मेजरमेंट एरर प्राप्त हो जाएगाअब हमें मेजरमेंट एरर पर काम करना होगा हमें एरर को देखना होगा और यह एरर बहुत ज्यादा है I ताकि हम प्राप्त मेजरमेंट को अस्वीकार कर सकें I आप कह सकते हैं की मेजरमेंट या उपकरण सही से काम नहीं कर रहा है या प्रयोग ऑब्जर्वर उपकरण में कोई एरर है जिसके कारण हम संपूर्ण प्रयोग जिसे हमने किया था को अस्वीकार कर रहे हैं या अगर हम इसे स्वीकार कर रहे हैं तो किन मानदंडों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं I तो हमें क्या करना है